पिछले व्याख्यानों में हमने फ्री वाईब्रेशन्स और हार्मोनिक और पीरियाडिक फोर्सेज के तहत एक सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम के रेस्पॉन्सेस को सीखा अब से हम किसी भी आरबिटरेरी एक्ससाइटेसन के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम संरचनाओं के रेस्पॉन्सेस के बारे में जानेंगे तो पहले आइए हम यूनिट इम्पल्स के रिस्पांस को समझें तो एक इम्पल्स क्या है यदि किसी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए एक बड़ा फाॅर्स कार्य करता है उसे इम्पल्सिव फाॅर्स कहा जाता है और इसका टाइम इंटीग्रल फाईनाईट होगा इसका मतलब है समय के साथ इनग्रेटेड फाॅर्स स्थिर होगा यह एक फाईनाईट मान होगा और इस इम्पल्स की मात्रा फाॅर्स गुणा समय के बराबर है तो यूनिट इम्पल्स क्या है यदि इस इम्पल्स का मान 1 के बराबर है तो हम इसे एक यूनिट इम्पल्स कह सकते हैं तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं तो यहाँ हमारे पास बहुत कम अवधि मान लीजिये समय बराबर tau है के लिए कार्य करने वाला एक फाॅर्स है तो यहाँ यह फाॅर्स फाॅर्स का परिमाण 1 बाई एप्सिलॉन के बराबर है और यह एक समय एप्सिलॉन के लिए कार्य कर रहा है तो इम्पल्स का मान क्या होगा यह होगा 1 बाई एप्सिलॉन गुणा एप्सिलॉन जो की 1 है तो यह एक यूनिट इंपल्स फंक्शन है इसलिए यदि यह फाॅर्स अधिक समय तक कार्य कर रहा है अर्थात फाॅर्स का मान कम होगा तो इनका गुणनफल 1 होना चाहिए यदि एप्सिलॉन बड़ा है तो फाॅर्स छोटा होगा तो क्या होगा अगर यह एप्सिलॉन 0 की ओर जाता है इसलिए यदि इसका गुणनफल के 1 के बराबर होने के लिए एप्सिलॉन 0 की ओर जाता है तो फाॅर्स इंफिनिटी के करीब होना चाहिए तो जैसा कि एप्सिलॉन 0 की ओर जाता है फाॅर्स का परिमाण इंफिनिटी हो जाता है लेकिन फिर भी इम्पल्स का परिमाण 1 के बराबर होगा क्योंकि यह फाॅर्स गुणा अवधि है जब अवधि छोटी होती है तो फाॅर्स पीक पर होगा लेकिन फिर से गुणनफल का परिमाण 1 के बराबर होगा तो यह अभी भी एक यूनिट इम्पल्स फाॅर्स है तो ऐसे फाॅर्स को यूनिट इम्पल्स के रूप में जाना जाता है तो हम अपने विश्लेषण में इस प्रकार के फोर्सेज को कैसे दिखाएंगे तो गणितीय रूप से हम डिराक डेल्टा फ़ंक्शन का उपयोग करके इस इम्पल्स को प्रदर्शित कर सकते हैं तो डिराक डेल्टा फ़ंक्शन क्या है तो t माइनस tau पर इस फ़ंक्शन डेल्टा को प्लस इन्फिनिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि t tau के बराबर है और यह 0 के बराबर है तो यह फ़ंक्शन इस फाॅर्स को दर्शाता है तो जब t tau के बराबर है अर्थात् इस स्थिति में मान इंफिनिटी हो जाता है और अन्य सभी स्थानों पर मान 0 हो जाता है तो इस डिराक डेल्टा फ़ंक्शन का उपयोग गणितीय रूप से इन इम्पुल्सिव फोर्सेज को दर्शाने के लिए किया जा सकता है δt τ if t τ 0 otherwise अब आइए देखें कि कैसे एक सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम में यूनिट इम्पल्स वाईब्रेशन शुरू कर रहा है तो आइए हम अपने न्यूटन के दूसरे नियम पर वापस जाएं न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन की दर लागू फाॅर्स के बराबर होती है इसलिए जब किसी बॉडी पर फोर्सेज लगाए जाते हैं तो मोमेंटम में परिवर्तन होता है तो मोमेंटम मास गुणा वेलोसिटी है तो मोमेंटम में परिवर्तन की दर होगी अत d बाई dt मोमेंटम लागू फाॅर्स के बराबर होगा यह न्यूटन का दूसरा नियम है इसलिए और यदि हमारे पास एक स्थिर मास है यदि मास समय के संबंध में स्थिर है तो हम इसे मास गुणा एक्सेलरेशन के रूप में लिख सकते हैं तो फाॅर्स मास गुणा एक्सेलरेशन के बराबर होगा तो हम इस फाॅर्स इस समीकरण समय के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम प्राप्त करेंगे कि एलएचएस इंटीग्रल बन जाएगा t 1 से t 2 p dt यदि आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं जो वेलोसिटी के बराबर होगा तो यह वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो हम पाएंगे कि यह इम्पल्स मोमेंटम में परिवर्तन के बराबर है अच्छा तो इसका क्या मतलब है इसलिए यदि हम tau समय पर यूनिट इम्पल्स को लागू करते हैं तो वह इम्पल्स मास को एक वेलोसिटी प्रदान करेगा और वह वेलोसिटी 1 बाई m के बराबर होगी तो इम्पल्स के लिए वेलोसिटी में परिवर्तन बनाया जाएगा तो वह वेलोसिटी 1 बाई m के बराबर होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो इम्पल्स से पहले और इम्पल्स के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगा इसलिए सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम शुरू में स्थिर है तो सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम पर कार्य करने वाला एक यूनिट इम्पल्स इस प्रारंभिक वेलोसिटी 1 बाई m के कारण सिस्टम के फ्री वाईब्रेशन का कारण बनता है तो उस बॉडी पर अभिनय करने वाला इम्पल्स इसे एक प्रारंभिक वेलोसिटी दे रहा है और वह प्रारंभिक वेलोसिटी उस सिस्टम को फ्री वाईब्रेशन के तहत वाइब्रेट करने का कारण बनेगा यह फ्री वाईब्रेशन है क्योंकि इम्पल्स के बाद सिस्टम पर कोई फाॅर्स कार्य नहीं करता है तो सिस्टम फ्री वाईब्रेशन के अधीन है तो अब हम फ्री वाईब्रेशन रिस्पांस की गणना करते हैं तो हमने यह डेरिवेट किया है कि एक डेमप्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के फ्री वाईब्रेशन रिस्पांस इसके द्वारा दी जाती है और यह प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट और प्रारंभिक वेलोसिटी पर निर्भर करती है और इस व्यंजक में जीटा के रूप में डेम्पिंग अनुपात और ओमेगा D नेचुरल फ्रीक्वेंसी गुणा 1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर रुट है और इसे डेमप्ड सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के रूप में जाना जाता है इसलिए हमने इसे पहले भी डेराइव किया था इसलिए हम इसका उपयोग यूनिट इम्पल्स का रिस्पांस खोजने के लिए करेंगे तो यूनिट इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन किसी समय tau पर यूनिट इम्पल्स फाॅर्स के कारण रिस्पांस है तो हमने अभी सीखा है कि जब हम सिंगल डेग्रे ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के लिए एक यूनिट इम्पल्स लागू करते हैं तो यह सिस्टम को दिए गए प्रारंभिक वेलोसिटी के बराबर होता है और प्रारंभिक वेलोसिटी 1 बाई m के बराबर होती है और प्रारंभिक डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होता है बॉडी पर किसी समय tau पर इम्पल्स कार्य कर रहा है तो हमारे पास x डॉट tau और x tau हैं जो हमें ज्ञात हैं तो इस व्यंजक का उपयोग करके किसी भी डेमप्ड सिस्टम के लिए हम यूनिट इम्पल्स रिस्पांस फ़ंक्शन लिख सकते हैं जिसे फ़ंक्शन h के रूप में दर्शाया जाता है तो h t माइनस tau जो कि यूनिट इम्पल्स का रिस्पांस है जब एक यूनिट इम्पल्स tau पर कार्य कर रहा होता है हम इस व्यंजक में इस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो डिसप्लेमेंट 0 है इसलिए यह पद गायब हो जाएगा और हमारे पास यह पद x0 डॉट को हमारे x डॉट tau द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है

तो डेमप्ड सिस्टम के लिए यूनिट इम्पल्स रिस्पांस के लिए यह व्यंजक है तो हम केवल पदों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और हमें 1 बाई m ओमेगा D ई की पावर माइनस ज़ेटा ओमेगा m t माइनस tau साइन ओमेगा D t माइनस tau मिलेगा तो यह यूनिट इम्पल्स के तहत एक डेमप्ड सिस्टम का रिस्पांस है तो अन डेमप्ड सिस्टम के लिए यह यूनिट इंपल्स रिस्पांस फंक्शन 1 बाई m ओमेगा एन साइन ओमेगा n t माइनस tau के बराबर है तो हमारे पास यह पद नहीं है और ओमेगा डी ओमेगा एन के बराबर होगा तो यह एक अन डेमप्ड है यह इन दोनों रेस्पॉन्सेस के लिए प्लॉट है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस यूनिट इम्पल्स के माध्यम से सिस्टम को प्रारंभिक वेलोसिटी दे रहे हैं तो यह प्रारंभिक वेलोसिटी जो t बराबर tau पर इस रिस्पांस वक्र का स्लोप है जो 1 बाई m के बराबर होगा जो प्रारंभिक वेलोसिटी के बराबर है आइए अब हम आरबिटरेरी फाॅर्स का रिस्पांस ज्ञात करें इसलिए हम आरबिटरेरी फाॅर्स के रिस्पांस की गणना के लिए यूनिट इम्पल्स रिस्पांस फ़ंक्शन का उपयोग करेंगे आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है अर्बिट्रेरिली भिन्न फाॅर्स को इनफाईनिटेली शार्ट इम्पल्स के अनुक्रम के रूप में दर्शाया जा सकता है तो हमारे पास यह फाॅर्स है और इसका एक आरबिटरेरी आकार है जो समय के साथ अर्बिट्रेरिली बदलता रहता है तो इस प्रकार के फाॅर्स को हम कई छोटे इम्पल्स में विभाजित कर सकते हैं तो हम इस फाॅर्स को शार्ट इम्पल्स के अनुक्रम के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो यह ऐसा है जैसे एक इम्पल्स दूसरे के तुरंत बाद कार्य कर रहा हो तो हम इसे इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं और हम इन शार्ट इम्पल्स में से प्रत्येक के लिए रिस्पांस की गणना कर सकते हैं तो इस एक इम्पल्स के लिए एक सिस्टम का रिस्पांस किसी समय tau पर ये इम्पल्स फाॅर्स गुणा इम्पल्स की अवधि के बराबर होगा तो उस समय tau पर वह फाॅर्स p tau गुणा इनफिनिटेसिमल अवधि d tau है तो यह समय tau पर यह शार्ट इम्पल्स होगा और उस इम्पल्स के कारण सिस्टम का रिस्पांस इम्पल्स गुणा यूनिट इम्पल्स रिस्पांस होगा du pτd τ ht τ t τ तो यह h t माइनस tau एक यूनिट इम्पल्स का रिस्पांस है तो एक इम्पल्स का रिस्पांस p tau d tau के बराबर है गुणा यूनिट इम्पल्स फंक्शन इसलिए यह संभव है क्योंकि हम लीनियर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो अगर सिस्टम नॉन लीनियर होता तो यह काम नहीं करेगा तो किसी भी आरबिटरेरी फाॅर्स के लिए एक लीनियर सिस्टम का रिस्पांस सभी छोटे छोटे इम्पल्स के रेस्पॉन्सेस के योग के बराबर होती है तो आरबिटरेरी फाॅर्स के कारण रिस्पांस की गणना इस व्यंजक को समय के साथ इंटीग्रेट करके की जा सकती है तो रिस्पांस x t इंटीग्रल 0 से t p tau h t माइनस tau d tau के बराबर होगा तो यह p tau और d tau इम्पल्स का मान देगा और h यूनिट इम्पल्स रिस्पांस है तो हमें इस फाॅर्स के कारण रिस्पांस मिलेगा तो यदि हमारे पास 0 प्रारंभिक स्थितियां हैं जो समय पर 0 के बराबर हैं यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी 0 पर है तो हमारे रेस्पॉन्सेस डेम्प्ड सिस्टम्स के लिए होंगे हम रेस्पॉन्सेस पा सकते हैं जहां यह p tau इस आरबिटरेरी फाॅर्स के लिए व्यंजक है

इसी तरह हम अनडेम्प्ड सिस्टम का रिस्पांस डेम्पिंग पदों को अनदेखा करके पा सकते हैं तो यह होगा 1 बाई एम ओमेगा एन इंटीग्रल ओवर टाइम p tau साइन ओमेगा n t माइनस tau d tau तो हम इन इंटीग्रल का उपयोग एक आरबिटरेरी फाॅर्स का रिस्पांस खोजने के लिए कर सकते हैं और इन इंटीग्रल्स को डुहामेल इंटीग्रल्स के रूप में जाना जाता है अब हम इन डुहामेल इंटीग्रल्स का उपयोग सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम का रिस्पांस खोजने के लिए करेंगे तो आइए पहले एक स्टेप फाॅर्स के कारण रिस्पांस खोजें तो स्टेप फाॅर्स में स्थिर फाॅर्स p 0 अचानक लागू होता है तो t बराबर 0 पर यह फाॅर्स p0 अचानक लगाया जाता है और उसके बाद फाॅर्स स्थिर रहता है तो यह एक स्थिर फाॅर्स है लेकिन इसके लागू होने से पहले फाॅर्स 0 था इसलिए यह एक अचानक छलांग थी यह फाॅर्स अचानक लगाया गया था तो आइए देखें कि इस तरह के स्टेप फोर्सेज के लिए सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के रिस्पांस को कैसे प्राप्त किया जाता है तो क्या यह स्टैटिक रिस्पांस के बराबर होगा क्योंकि स्थिर मामले में हमारे पास स्थिर फाॅर्स होता है ठीक है तो यहाँ क्या अंतर है तो स्टैटिक विश्लेषण में हम मानते हैं कि संरचना पर भार बहुत धीरे धीरे लागू होता है तो यहाँ इसके डायनामिक प्रकृति को नजरअंदाज किया जा सकता है लेकिन यहां फाॅर्स का मान स्थिर है लेकिन यह अचानक लागू होता है तो हमें कुछ डायनामिक प्रभाव मिलेंगे और हम देखेंगे कि वह प्रभाव कितना है तो हम इस रिस्पांस को डुहामेल इंटीग्रल का उपयोग करके पा सकते हैं तो एक अनडेम्प्ड सिस्टम का रिस्पांस इसके द्वारा दिया जाता है तो u t बराबर 1 बाई m ओमेगा n इंटीग्रल ओवर टाइम p tau sin ओमेगा n t d tau है तो हम जानते हैं कि यह फोर्सिंग फंक्शन एक स्थिरांक p के बराबर है इसलिए हम इसको प्रतिस्थापित कर सकते है और इंटीग्रल कर सकते हैं इसलिए यदि आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यह p0 बाई एम ओमेगा एन इंटीग्रल साइन होगा तो हम p 0 बाई k 1 माइनस cos ओमेगा n t प्राप्त करेंगे तो यह इस फाॅर्स के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस होगा यह एक अनडेम्प्ड सिस्टम के लिए है तो अगर हम इस व्यंजक को प्लॉट करते हैं तो रिस्पांस इस तरह है तो यह रिस्पांस p 0 बाई k से विभाजित है तो हमने देखा है कि यह p 0 बाई k स्टैटिक रिस्पांस है तो यदि यह एक स्टैटिक फाॅर्स p 0 होता तो रिस्पांस p0 बाई k होता तो इस नोर्मलिएज़ड रिस्पांस वक्र में हम देख सकते हैं कि सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम नोर्मलिएज़ड रिस्पांस बराबर 1 के आस पास दोलन कर रहा है तो इसका मतलब है यह स्टैटिक डेफोर्मेशन पोजीशन के सापेक्ष दोलन कर रहा है यह 0 के सापेक्ष दोलन नहीं कर रहा है यानि कि यह अपनी मूल एक्विलिब्रियम पोजीशन के सापेक्ष दोलन नहीं कर रहा है लेकिन यह p 0 बाई k से शिफ्ट हो जाता है जो कि स्टैटिक डिफ़ॉर्मेशन है और यह उस बिंदु के सापेक्ष दोलन करता है और अधिकतम एम्पलीटूड जैसा कि हम इस वक्र से देख सकते हैं 2 p 0 बाई k है तो नार्मलाईजड़ रिस्पांस 2 है अधिकतम रिस्पांस 2 है इसलिए एम्पलीटूड 2 p0 बाई k है जो कि स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट का दोगुना है तो इसका मतलब है कि अगर हम अचानक एक स्थिर लोड पी 0 लगाते हैं तो रिस्पांस एम्पलीटूड स्टैटिक लोड p0 से दोगुना होगा तो इस अचानक लगने वाले लोड के कारण डायनामिक प्रभाव प्रेरित होंगे और यह स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट का दोगुना होगा अब आइए हम डेम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के लिए रिस्पांस देखें तो हमारे पास डुहामेल इंटीग्रल में यह डेम्पिंग पद है

इसलिए यदि आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा हम इसकी व्युत्पत्ति के लिए नहीं जा रहे हैं आप इसे स्वयं कर सकते हैं

इसलिए यदि आप इसे प्लॉट करते हैं तो हमें एक डेकैयिंग रिस्पांस मिलेगा तो यह डेम्पिंग के कारण प्रभाव के कारण है यह निरंतर नहीं चलता है जैसा कि अनडेम्प्ड सिस्टम्स के मामले में होता है लेकिन यह डीकेय हो जाता है कुछ समय बाद रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस में परिवर्तित हो जाती है जो कि p0 बाई k है इसका मतलब है कि कुछ समय बाद यह डायनामिक प्रभाव समाप्त हो जाता है और रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस के बराबर होती है अब हम एक रैंप फाॅर्स के रिस्पांस को देखते हैं यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए फाॅर्स को तो इस फाॅर्स को p0 t बाई tr द्वारा दर्शाया जा सकता है तो यह लीनियरली बढ़ रहा है और कुछ समय बाद यह मान p0 पर पहुंच रहा है तो आइए देखें कि इस फाॅर्स का रिस्पांस कैसा दिखता है तो फिर से एक अनडेम्प्ड एसडीओएफ सिस्टम के लिए हम डुहामेल इंटीग्रल्स का उपयोग कर सकते हैं और यहां pt के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो यह इंटीग्रल 1 बाई एम ओमेगा एन इंटीग्रल पी नॉट टी बाई tr साइन ओमेगा एन टी माइनस tau d tau होगा पिछले व्यंजक के समान ही हमें फोर्सिंग फंक्शन को बदलना होगा इसलिए यदि हम इसका इंटीग्रल करते है तो हमें p 0 बाई k के रूप में रिस्पांस मिलेगा जो कि स्टैटिक रिस्पांस t बाई tr माइनस साइन ओमेगा एनटी बाई ओमेगा एन tr है तो चलिए इसे प्लॉट करते हैं तो यह इस व्यंजक के लिए प्लॉट है तो यह नीला वक्र कुल रिस्पांस दिखाता है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे फाॅर्स बढ़ रहा है रिस्पांस भी बढ़ता है लेकिन इसके कुछ डायनामिक प्रभाव होते हैं तो यह दोलन कर रहा है और वह दोलन स्टैटिक रिस्पांस के बारे में है तो यह डॉटेड लाल रेखा स्टैटिक रिस्पांस को इंगित करती है जो p0 बाई k t बाई tr है इसलिए जैसे जैसे फाॅर्स बढ़ रहा है स्टैटिक रिस्पांस भी बढ़ेगा और हमारा डायनामिक रिस्पांस इस स्टैटिक रिस्पांस के के बारे में एक दोलन होगी तो अब देखते हैं कि कुछ फाईनाईट राइज टाइम के साथ एक स्टेप फाॅर्स का रिस्पांस क्या है तो यह पिछले दो मामलों का संयोजन है हमारे पास एक स्टेप फाॅर्स है लेकिन अचानक फाॅर्स बढ़ाने के बजाय हमारे पास बीच में एक रैंप है तो यह धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर फाॅर्स पूरे समय स्थिर रहता है तो इस रैंप की अवधि के आधार पर प्रभाव बदल जाएगा तो आइए रिस्पांस की गणना करें तो इस मामले में फ़ोर्सिंग फ़ंक्शन p 0 t बाई tr के बराबर है और वह तब होता है जब समय tr से कम होता है तो tr के बाद फोर्सिंग फ़ंक्शन बदल जाता है तो यह p 0 के बराबर होता है तो आइए रिस्पांस खोजें जब समय tr से कम होता है यानि t tr से कम होता है तो हम यहां इस क्षेत्र में होते हैं इसका मतलब है रैंप फाॅर्स कार्य कर रहा है इसलिए इस क्षेत्र में रिस्पांस वही होगा जो हमने पहले देखा था तो रिस्पांस p0 बाई k t बाई tr माइनस साइन ओमेगा n t भाग ओमेगा n tr होगा तो यह तब मान्य होगा जब t tr से कम हो

तो आइए हम इसे प्लॉट करें हमने इसे पहले भी देखा है तो यह स्टैटिक रिस्पांस के बारे में दोलन करेगा क्योंकि फाॅर्स बढ़ रहा है रिस्पांस भी धीरे धीरे बढ़ेगा इसलिए जब t tr से कम होता है तो यह रिस्पांस है अब हमें रिस्पांस ज्ञात करना है जब t tr से बड़ा हो तो रिस्पांस क्या होगा जब यह समय t tr से अधिक होगा तो क्या यह स्टेप फाॅर्स के बराबर होगा तो हमने शुरुआत में इस स्टेप फाॅर्स का रिस्पांस प्राप्त किया था तो क्या यह स्टेप फाॅर्स रिस्पांस के बिल्कुल बराबर होगा या यह कुछ और है जब समय t tr से अधिक होता है तो हमारे पास यह फाॅर्स होता है जो एक स्टेप फाॅर्स के समान एक स्थिर फाॅर्स होता है तो क्या रिस्पांस स्टेप फाॅर्स के समान होगा तो यह स्टेप फाॅर्स है जिसे हमने पहले देखा है तो यदि हमारे पास समय t बराबर tr पर एक स्टेप फाॅर्स है तो रिस्पांस यह होगा हमने इसे पहले ही डीराइव किया था इसलिए जब स्टेप tr से शुरू होता है तो रिस्पांस यह होगा लेकिन हमारे मामले में यहां इस रैंप किए गए स्टेप फ़ंक्शन का रिस्पांस यह रिस्पांस प्लस इस रैंप फाॅर्स के कारण प्रभाव भी होगा तो इस क्षेत्र में इस रैंप फाॅर्स के कारण हमारा सिस्टम पहले से ही वाईब्रेशन कर रहा है तो t tr के बराबर है यह स्थिर नहीं है इसकी कुछ प्रारंभिक स्थितियां होंगी जो कि समय tr पर इस रैंप फाॅर्स के कारण रिस्पांस है तो उन प्रारंभिक स्थितियों का प्रभाव tr के बाद रिस्पांस को भी प्रभावित करेगा तो हमारे इस सिस्टम का रिस्पांस इस फाॅर्स के तहत सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम का रिस्पांस होगा जब t tr से अधिक है प्लस t बराबर tr पर डिस्प्लेसमेंट और वेग के परिणामस्वरूप सिस्टम के फ्री वाईब्रेशन के बराबर होगा इसलिए हमें इस रैंप फ़ंक्शन के कारण रिस्पांस की गणना करने की आवश्यकता है जब t बराबर tr है वेग और डिसप्लेमेंट और इसका उपयोग करके हमें उस फ्री वाईब्रेशन घटक की गणना करनी होगी और इस स्टेप फाॅर्स रिस्पांस में जोड़ना होगा तो हमारे कुल रिस्पांस होगा यह अकेले इस स्टेप फाॅर्स के कारण रिस्पांस है और यह पहले दो पद हैं फ्री वाईब्रेशन रिस्पांस t बराबर tr पर स्थिति के कारण और यह रैंप फाॅर्स के कारण है अब हम t बराबर tr पर वेग और डिस्प्लेसमेंट के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और रिस्पांस के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं जब t tr से अधिक हो इसलिए यदि आप इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें यह व्यंजक प्राप्त होगा इसका उपयोग करके हम रिस्पांस की गणना कर सकते हैं जब t tr से बड़ा हो तो अब हम सिस्टम का कुल रिस्पांस देखते हैं इसलिए जब राइज टाईम Tn का 35 गुना है तो रिस्पांस इस तरह दिखता है तो इस तरह एक अनडेम्प्ड सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है तो यह अवधि इन 2 चोटियों के बीच की मातुराल पीरियड के बराबर होगी राइज टाइम के मान के आधार पर वाईब्रेशन की प्रकृति बदलती है तो आइए देखें कि यह कैसे बदल रहा है तो यह प्लॉट राइज टाइम बराबर 35 गुना Tn के लिए है तो यह एक बड़ा राइज टाइम है तो जैसा कि आप रैंप वाले हिस्से के दौरान देख सकते हैं कि सिस्टम दोलन कर रहा है लेकिन दोलन का वह एम्पलीटूड बहुत कम है और यह स्टैटिक रिस्पांस के सापेक्ष दोलन कर रहा है जैसा कि हमने पहले चर्चा की है तो t बराबर tr होने के बाद यह स्टैटिक रिस्पांस p0 बाई k के सापेक्ष दोलन कर रहा है अब आइए हम राइज टाइम के अन्य मानो के लिए रिस्पांस देखें तो यह तब है जब tr नेचुरल पीरियड के 3 गुना के बराबर होता है तो tr जो हमने पहले देखा है उससे थोड़ा कम है तो यहाँ यह रिस्पांस है तो रैंप वाले हिस्से के दौरान सिस्टम दोलन कर रहा है लेकिन जब t tr के बराबर है तो इन रिस्पांस का वेग 0 है हम इस वक्र से कैसे जानेंगे क्योंकि इस बिंदु पर इस वक्र का समतल स्लोप है इस बिंदु पर इस वक्र का स्लोप 0 है तो इसका मतलब है कि t बराबर tr पर वेग 0 है इसलिए जब वेग 0 है उस स्थिति में इस राइज टाइम से आगे कोई दोलन नहीं है तो यहाँ फाॅर्स स्थिर है और रिस्पांस भी स्थिर है तो यह एक स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है और यह मान भी स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है तो इस स्टैटिक रिस्पांस के आसपास कोई दोलन नहीं है यह वैसा ही रहता है जैसा स्टैटिक रिस्पांस के मामले में है तो अब देखते हैं जब tr 25 के बराबर है जब यह 25 होता है यह रिस्पांस का एम्पलीटूड और यह स्थिर फाॅर्स फेज निरंतर बढ़ रहा होता है और दोलन भी होता है तो यहाँ जब t tr के बराबर है तो वेग नॉन जीरो है हम इसे इस स्लोप से समझ सकते हैं तो इसका एक पॉजिटिव स्लोप है इसका मतलब है कि वेग 0 नहीं है तो जब वेग 0 नहीं है तो हमें इस सीमा पर कुछ दोलन मिल रहे हैं और दोलन का एम्पलीटूड 35 वाले मामले की तुलना में अधिक है तो यहाँ t राइज टाइम 35 Tn है यहाँ एम्पलीटूड कम था लेकिन यहाँ एम्पलीटूड थोड़ा अधिक है और फिर से 2 चोटियों के बीच की अवधि नेचुरल पीरियड के बराबर होगी क्योंकि यह एक अनडेम्प्ड सिस्टम है अब देखते हैं जब tr 2 Tn के बराबर है यहां फिर से हमें यहां एक शर्त मिलती है कि वेग 0 है और जब इस स्थिति पर वेग 0 है तो कोई दोलन नहीं होता है रिस्पांस यहाँ p0 बाई k के बराबर है तो यह फिर से स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है यह दोलन नहीं करता है इसलिए जब tr को और कम किया जाता है जब यह नेचुरल पीरियड का 15 गुणा है तो इस वाईब्रेशन का एम्पलीटूड बढ़ जाता है यह तभी दोलन करेगा जब वेग नॉन जीरो हो तो यहाँ यह नॉन जीरो है इसलिए यह दोलन कर रहा है लेकिन एम्पलीटूड tr बराबर 25 की तुलना में अधिक होगा बजाय t r बराबर 35 के राइज टाइम यदि आप इसे और कम करते हैं तो यहां कोई वेग नहीं है कोई दोलन नहीं है यदि आप इसे और कम करते हैं तो दोलन होगा लेकिन एम्पलीटूड अब काफी बढ़ गया है तो एम्पलीटूड स्टैटिक रिस्पांस का 16 गुना है जो कि p0 बाई k है तो जब राइज टाइम कम हो जाता है तो वाईब्रेशन का एम्पलीटूड बढ़ जाता है अब आइए देखते हैं जब tr नेचुरल पीरियड के 02 गुना के बराबर है तो इस मामले में राइज टाइम कम है तो यह रिस्पांस स्टेप फाॅर्स के बहुत करीब है तो स्टेप फाॅर्स में जब फोर्सेज को अचानक लागू किया तो यहाँ एक स्टेप फाॅर्स के मामले में एम्पलीटूड स्टैटिक रिस्पांस से दोगुना था यहां जब राइज टाइम 02 गुना Tn है यानी जब हमारे पास एक छोटा राइज टाइम होता है तो एम्पलीटिड 2 के बहुत करीब होता है इसलिए इससे हम समझ सकते हैं कि यदि एक स्थिर फाॅर्स अचानक लगाया जाता है तो यह कुछ डायनामिक प्रभाव पैदा कर सकता है और वे प्रभाव सिस्टम के रिस्पांस को स्टैटिक रिस्पांस के दोगुना तक कर सकते हैं और यदि फाॅर्स धीरे धीरे लगाया जाता है तो रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस के आस पास होगा इसलिए यदि हम धीरे धीरे लोड लगाते हैं तो डायनामिक प्रभाव बहुत कम होंगे अब फाईनाईट राइज टाइम के साथ स्टेप फाॅर्स के रिस्पांस के संबंध में अपनी टिप्पणियों को समाप्त करें तो इस मामले में सिस्टम स्टैटिक रिस्पांस के सापेक्ष नेचुरल पीरियड Tn पर दोलन करता है और यदि रैंप फाॅर्स के अंत में वेग 0 है तो सिस्टम स्थिर फाॅर्स फेज के दौरान वाईब्रेशन नहीं करता है तो रैंप फाॅर्स के बाद यह एक स्थिर रिस्पांस होगा यह वाईब्रेशन नहीं करेगा tr बाई Tn के छोटे मानों के लिए रेस्पॉन्सेस अचानक लागू किए गए स्टेप फाॅर्स के कारण रेस्पॉन्सेस के बराबर होगी तो जब राइज टाइम कम होता है तो रिस्पांस अचानक लगने वाले फाॅर्स के बराबर हो जायेगा जब tr बाई Tn बड़ा होता है तब डायनामिक डिस्प्लेस्मेंट स्टैटिक सोल्युशन के सापेक्ष दोलन करता है और डायनामिक प्रभाव छोटे होते हैं तो यदि आपके पास एक बड़ा राइज टाइम है तो डायनामिक प्रभाव छोटे हैं लेकिन संरचना स्टैटिक रिस्पांस स्तिथि के सापेक्ष दोलन करती है अब हम डिफ़ॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर को देखते हैं डिफ़ॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर को अधिकतम एम्पलीटूड भाग स्टैटिक रिस्पांस के द्वारा दर्शाया जाता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह राइज टाइम के विभिन्न मानो के लिए प्लॉट किया गया है जो कि tr बाई Tn है इसलिए जैसा कि हमने पहले देखा है जब राइज टाइम 0 होता है यह अचानक लगने वाले फाॅर्स के बराबर होता है और यह डिफ़ॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर 2 होता है इसका मतलब है कि रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस की तुलना में दोगुनी होगी

जैसे जैसे यह अनुपात बढ़ रहा है और जैसे जैसे राइज टाइम बढ़ रहा है यह Rd कम होता जा रहा है और जब राइज टाइम का मान बड़ा होता है तो Rd का मान 1 के बहुत करीब होता है इसका मतलब है कि रिस्पांस स्टैटिक रिस्पांस के बहुत करीब होगा तो राइज टाइम बाई नेचुरल पीरियड के मान के आधार पर एम्पलीटूड बदलता है इस डिफ़ॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर के लिए व्यंजक में Rd है जो डिस्प्लेसमेंट को अधिकतम डिस्प्लेसमेंट करके प्राप्त किया जा सकता है तो आप डिस्प्लेसमेंट का अधिकतम मान tr बाई Tn के पदों में ज्ञात कर सकते हैं और वह यह है और इस तरह हम इस वक्र को प्लॉट करते हैं अब आइए कुछ उदाहरण देखें तो पहले उदाहरण में हमारे पास एक सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम है अनडेम्प्ड सिस्टम और यह दो इम्पल्स के अधीन है तो फाॅर्स में दो इम्पल्स शामिल हैं जिनमें से प्रत्येक का परिमाण मैंने चित्र में दिखाया है तो t बराबर 0 पर हमारे पास पॉजिटिव दिशा में 1 इम्पल्स है और जिसका परिमाण I है फिर एक अवधि के बाद td यह एक और इम्पल्स माइनस I है और हमें td बाई Tn के विभिन्न मानो के लिए सिस्टम के डिस्प्लेस्मेंट रिस्पांस को प्लॉट करने की आवश्यकता है और प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिगत इम्पल्स रिस्पांस और संयुक्त रिस्पांस दिखाएं तो हमें इन इम्पल्स में से प्रत्येक के कारण रिस्पांस खोजने की जरूरत है और फिर संयुक्त रिस्पांस साथ ही x0 बाई I बाई एम ओमेगा एन भी प्लॉट करें तो यह डिफ़ॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर की तरह है और t td से कम या बराबर पर और t td से अधिक या बराबर पर होने वाली अधिकतम को अलग से इंगित करें इसका मतलब है इस फेज में अधिकतम रिस्पांस और यह फेज तो चलिए इसका समाधान करते हैं इन इम्पल्स फंक्शन्स के कारण रिस्पांस की गणना यूनिट इम्पल्स रिस्पांस का उपयोग करके की जा सकती है तो हम इस इम्पल्स के इस परिमाण को यूनिट इम्पल्स रिस्पांस से गुणा कर सकते हैं और हमें इन इम्पल्स के अनुरूप रिस्पांस मिलती है तो पहला रिस्पांस जो इस पहले इम्पल्स के कारण है वह है परिमाण गुणा अनडेम्प्ड सिस्टम का यूनिट इम्पल्स रिस्पांस तो यह डेम्प्ड सिस्टम के लिए दिया गया है और चूंकि हमारा सिस्टम अनडेम्प्ड है इसलिए हम इन डेम्पिंग पदों को अनदेखा कर सकते हैं तो पहले रिस्पांस के लिए I गुना 1 बाई m ओमेगा n sin ओमेगा n t होगा और इसी तरह हम दूसरे इम्पल्स के लिए गणना कर सकते हैं और वह रिस्पांस होआ यह परिमाण जो कि माइनस I गुणा t बराबर td पर यूनिट इम्पल्स रिस्पांस है तो वह रिस्पांस माइनस I गुना 1 बाई m ओमेगा n होगा ये पद समान हैं और sin ओमेगा n t माइनस td हैं तो ये स्तिथि का पता लगाने के लिए है और दूसरा रिस्पांस तभी मान्य होता है जब t td से बड़ा हो अतः यदि t t d से कम है तो यह फाॅर्स कार्य नहीं कर रहा है तो इसका असर तभी होगा जब t td से बड़ा होगा तो आइए अब हम दोनों इम्पल्स के कारण रिस्पांस खोजें जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि जब t td से कम होता है तो केवल इस इम्पल्स के कारण प्रभाव होता है इसलिए जब समय td से कम होगा तो रिस्पांस x1 के बराबर होगा और जब समय td से अधिक होगा तो कुल रिस्पांस x1 प्लस x2 होगा तो हम इस sin ओमेगा n t को जोड़ सकते हैं फिर हम इस x2 को जोड़ सकते हैं जो कि माइनस sin ओमेगा n t माइनस td है तो यह कुल रिस्पांस है जब t td से बड़ा है तो हम इस समीकरण को सरल बना सकते हैं और हम यह व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं हम इसे इस व्यंजक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं अब हम इन रेस्पॉन्सेस को प्रत्येक रिस्पांस को और कुल रेस्पॉन्सेस को td बाई Tn के विभिन्न मानो के लिए प्लॉट कर सकते हैं तो यह पहला परिणाम td बाई Tn बराबर 1 बटा 8 के लिए है तो पहला इम्पल्स रिस्पांस यह है तो इस पहले इम्पल्स रिस्पांस का एम्पलीटूड x1 बाई I बाई m ओमेगा n बराबर 1 है इसका मतलब है x 1 का एम्पलीटूड I बाई m ओमेगा n के बराबर है तो यह स्टैटिक रिस्पांस के बराबर है और दूसरा इम्पल्स रिस्पांस तब तक 0 है जब तक t td के बराबर है क्योंकि इम्पल्स तभी शुरू होता है जब td t के बराबर है यानि समय td के बराबर होता है तो td तक रिस्पांस 0 है तो उसके बाद हमारे पास एक हार्मोनिक वाईब्रेशन है जिसका एम्पलीटूड I बटा m ओमेगा n है तो यह अनुपात 1 है तो यह भी स्टैटिक एम्पलीटूड के बराबर है तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें यह रिस्पांस मिलेगा तो जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो एम्पलीटूड कम हो जाता है तो इतना कि यह एम्पलीटूड इस अनुपात का केवल 08 है इसका मतलब है कि इस कुल रिस्पांस का एम्पलीटूड इस एक्विवैलेन्ट स्टैटिक रिस्पांस से कम है जो कि I बाई एम ओमेगा एन है और यह तब होता है जब यह अनुपात जो कि td बाई Tn है यह 1 बटा 4 के बराबर है तो इस मामले में पहला इम्पल्स रिस्पांस पिछले वाले के समान है दूसरा दूसरा इम्पल्स रिस्पांस पहले की तुलना में थोड़ा अधिक विलंबित है क्योंकि यहां td अधिक है तो यह 0 भाग पिछले वाले से थोड़ा लंबा है इसलिए जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एम्पलीटूड अब 15 के करीब है पहले और दूसरे इम्पल्स रेस्पॉन्सेस दोनों में हमारे पास एम्पलीटूड एक है लेकिन जब हम इस फेज के अंतर के कारण इनको एक साथ जोड़ते हैं तो कुल एम्पलीटूड व्यक्तिगत एम्पलीटुडस से कम या अधिक होगा तो यह फेज के अंतर पर निर्भर करेगा तो जब td बाई Tn इस फेज के आधे के बराबर है तो इन दो रेस्पॉन्सेस के बीच का अंतर और भी अधिक है तो यह रिस्पांस पिछले के समान है और यह थोड़ी अधिक विलंबित रिस्पांस है तो यदि हम इन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा और इस मामले में दोनों एम्पलीटुडस जुड़ जाते हैं और हमें एक संयुक्त एम्पलीटूड मिलता है जो 2 के बराबर होता है इसका मतलब है इस फ़ंक्शन का रिस्पांस x t इस फ़ंक्शन की अधिकतम रिस्पांस x t I बटा m ओमेगा n के दोगुने के बराबर है तो आइए इसे एक और अनुपात के लिए देखते हैं जब td बाई Tn 1 है तो इन दो रेस्पॉन्सेस के बीच की देरी Tn के बराबर है तो एक बार यह दूसरा इम्पल्स इस पहले वाले इम्पल्स के एक चक्र के बाद शुरू होता है इसलिए यदि हम इन रेस्पॉन्सेस को td से अधिक के लिए एक साथ जोड़ते हैं तो दूसरा इम्पल्स और पहला इम्पल्स रद्द हो जाता है तो तब हमें 0 दोलन मिलते हैं रिस्पांस 0 होता है td से परे तो जब समय td से कम होता है तो कुल रिस्पांस पहले इम्पल्स रिस्पांस के बराबर होता है लेकिन td के बाद रिस्पांस 0 होता है क्योंकि रिस्पांस इन दोनों के एक दूसरे को रद्द करने के कारण होती है आइए अब समस्या के दूसरे भाग पर चलते हैं और जहां हमें अधिकतम रिस्पांस का पता लगाना है तो आइए पहले अधिकतम रिस्पांस पता करें कि जब समय td से कम हैं तो जब समय td से कम होता है तो केवल यह पहला इम्पल्स रिस्पांस मौजूद होता है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह नेचुरल पीरियड Tn के साथ दोलन करता है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह 0 डिस्प्लेसमेंट से शुरू होता है तो पीक पहली पीक तब दिखाई देती है जब t Tn बाई 4 के बराबर होता है जो कि नेचुरल पीरियड का एक चौथाई होता है तो Tn में एक चक्र पूरा होता है तो पहली पीक Tn बाई 4 पर दिखाई देती हैं तो इस समय के दौरान पीक्स की संख्या इस td बाई Tn अनुपात पर निर्भर करती है यदि td बहुत कम है तो हमें यह पीक नहीं मिलेगा तो यदि td इस Tn बाई 4 कम है तो हमें यह पीक नहीं मिलेगा लेकिन यदि td का मान Tn बाई 4 अधिक है तो हमारे पास यह पीक होगा अत इस td बाई Tn के मान के आधार पर हम अधिकतम रिस्पांस ज्ञात कर सकते हैं तो पहला पीक Tn बाई 4 पर होता है इसलिए पीक पर रिस्पांस अधिकतम रिस्पांस इस तरह होती है x 0 बाई I बाई m ओमेगा m1 के बराबर होता है तो इसका मतलब है x0 I बाई m ओमेगा n के बराबर है तो यह अधिकतम रिस्पांस है जब समय td से कम है और यह td इस Tn बाई 4 से ज्यादा है अन्यथा पीक नहीं आएगा इसलिए इस अवधि के दौरान कम से कम 1 पीक के लिए td को Tn बाई 4 से ज्यादा होना चाहिए तो यदि td Tn बाई 4 कम है तो इस समय क्षेत्र में कोई पीक नहीं बनेगा लेकिन रिस्पांस 0 से बढ़कर u td हो जायेगा और उस अधिकतम डिस्प्लेसमेंट के मान की गणना पहले इम्पल्स रिस्पांस का उपयोग करके की जा सकती है और हम इसकी गणना इस प्रकार कर सकते हैं तो 0 और td के बीच के समय के दौरान अधिकतम डिफ़ॉर्मेशन x0 बाई I बाई m ओमेगा n बराबर साइन 2 pi td बाई Tn है यदि td बाई Tn 1 बाई 4 से कम या बराबर है और यह अनुपात 1 के बराबर है यदि यह अनुपात 1 बाई 4 से अधिक है

तो अब हमें अधिकतम रिस्पांस खोजने की आवश्यकता है जब t td से अधिक हो तो उसके लिए हम पहले इम्पल्स और दूसरे इम्पल्स के कारण संयुक्त रिस्पांस जोड़ सकते हैं और उस व्यंजक को अधिकतम कर सकते हैं और फिर इस रिस्पांस का अधिकतम मान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए यदि आप व्यंजक को अधिकतम करते हैं तो हम पा सकते हैं कि x 0 पर मैक्सिमा इस के बराबर है यानी x 0 बाई I बाई m ओमेगा n बराबर 2 मॉडुलुस sin pi td बाई Tn है तो जब t td से बड़ा है इस x t का अधिकतम मान I बाई m ओमेगा n गुणा यह है तो वह अधिकतम मान है जब t td से अधिक है तो आइए हम इन्हें प्लॉट करें तो जब t td से कम है उस दौरान अधिकतम रिस्पांस इन दो समीकरणों द्वारा दी गई है जो यहां प्लॉट किए गए हैं इसलिए यदि t बाई Tn 1 बाई 4 से कम है तो रिस्पांस 0 से 1 तक बढ़ जाता है और जब यह 1 बाई 4 से अधिक हो तो एम्पलीटूड 1 होता है और अधिकतम रिस्पांस जब t td से अधिक होता है तो यह इस वक्र का अनुसरण करता है और वह इस व्यंजक के अनुसार होगा तो अब हम t के सभी मानों के लिए अधिकतम रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं अर्थात जब t td से कम हो और जब t td से बड़ा हो इसलिए यदि हम इन दो भागों को जोड़ते हैं तो हमें ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पांस मिलता है और वह यह होगा तो यह ऐसा है जैसे इन दो भागों को एक साथ प्लॉट किया गया हो तो ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पांस इन दो वक्रों का एनवेलप होगा तो वह इन दो मानों में से अधिकतम है तो यदि हम इन दो वक्रों के एनवेलप को प्लॉट करते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा तो सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम का ओवरऑल मैक्सिमम रिस्पांस इस अनडेम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम td बाई Tn के विभिन्न मानो के लिए इस तरह बदल जायेगा यह एक डिफ़ॉर्मेशन रिस्पांस फैक्टर है और इसे रिस्पांस स्पेक्ट्रा के रूप में भी जाना जाता है तो इसका मतलब है यह इस सिस्टम का td बाई Tn के सभी मानो के लिए अधिकतम रिस्पांस को दर्शाता है तो यह रिस्पांस स्पेक्ट्रा देता है तो अगले उदाहरण में एक ऊंची पानी की टंकी के गुणों को दिखाया गया है पानी से भरा होने पर यह निचे दिखाया पानी का टैंक 10003 किप्स वजन का है टावर में 82 किप्स प्रति इंच की लेटरल स्टिफनेस है वाटर टावर को सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के रूप में मानते हुए बिना किसी सटीक डायनामिक विश्लेषण के दिखाए गए दो डायनामिक फोर्सेज बलों में से प्रत्येक के कारण मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेस्मेंट का अनुमान लगाएं इसके बाद अपनी समझ का उपयोग करें कि कैसे मैक्सिमम रिस्पांस सिस्टम के नेचुरल वाईब्रेशन पीरियड और लागू फाॅर्स के राइज टाइम के अनुपात पर निर्भर करती है डेम्पिंग को अनदेखा करे तो हम इस ऊंचे पानी के टैंक को एक अनडेम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सिस्टम के रूप में मान सकते हैं मास और स्टिफनेस दोनों हमें दिए गए है हमें मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने की आवश्यकता है तो दो फोर्सिंग फंक्शन्स दिए गए हैं तो हमें कोई सटीक समाधान करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन राइज टाइम के आधार पर हमें अनुमानित समाधान खोजने की आवश्यकता है हमारी समझ के आधार पर कि मैक्सिमम रिस्पांस किस प्रकार राइज टाइम और नॉरल पीरियड के अनुपात पर निर्भर करता है तो चलिए इसका पता लगाते हैं तो सिस्टम के गुण दिए गए हैं मास दिया गया है वजन भी दिया गया है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा मास की गणना वजन के रूप में की जा सकती है तो हम उस मास की गणना कर सकते हैं स्टिफनेस दी गई है तो हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल पीरियड पा सकते हैं तो हम यहां नेचुरल पीरियड की गणना m बाई k के स्क्वायर रुट गुणा 2 pi के रूप में कर सकते हैं तो हमें नेचुरल पीरियड 112 सेकंड मिलती है अब इस अलग अलग फोर्सिंग फ़ंक्शन को देखते हुए हमारे पास दो मामले हैं दोनों ही मामलों में फाॅर्स का मैक्सिमम एम्पलीटूड समान है जो कि 50 किप्स है लेकिन राइज टाइम बदलता है तो पहले में राइज टाइम बहुत कम है जो कि 02 है और दूसरे में राइज टाइम बहुत ज्यादा है जो कि 4 है और नेचुरल पीरियड केवल 112 सेकंड है तो इसे हल करने के लिए हम राइज टाइम और नेचुरल पीरियड के अनुपात का पता लगा सकते हैं तो पहले में यह 0179 है तो यानी नेचुरल पीरियड की तुलना में यह राइज टाइम बहुत कम है तो चूंकि फाॅर्स का राइज टाइम अपेक्षाकृत कम है और संरचना इस एक्साइटेसन को एक अचानक लगने वाले फाॅर्स के रूप में देखेगी इसलिए चूंकि यह राइज टाइम बहुत कम है तो यह फाॅर्स अचानक लगाए गए फाॅर्स की तरह होगा इसलिए हमने पहले सीखा था कि जब एक अचानक लगने वाला स्टेप फाॅर्स एक सिस्टम पर कार्य कर रहा होता है तो मैक्सिमम एम्पलीटूड स्टैटिक डिस्प्लेस्मेंट के लगभग दोगुने के बराबर होता है तो हम स्टैटिक रिस्पांस को p0 बाई k के रूप में जानते हैं इसलिए मैक्सिमम रिस्पांस दोगुना होगा तो हम गणना कर सकते हैं हम जानते हैं कि हम k के मान को नहीं जानते हैं इसलिए हम रिस्पांस के अधिकतम मान की गणना कर सकते हैं 2 गुना p9 बाई k जो कि 122 इंच के बराबर आएगा तो यह एक सटीक समाधान नहीं है लेकिन यह एक अनुमानित समाधान है तो दूसरे मामले के लिए राइज टाइम और नेचुरल पीरियड का अनुपात 4 बाई 112 है जो 357 है तो यह बहुत ज्यादा है फाॅर्स का राइज टाइम अपेक्षाकृत कम है और यह एक स्थिर फाॅर्स की तरह संरचना को प्रभावित करेगा तो चूंकि राइज टाइम अधिक होता है इसलिए लोड के लगने के कारण डायनामिक प्रभाव कम होता है तो यह कुछ कुछ एक स्टैटिक फाॅर्स की तरह है तो मैक्सिमम रिस्पांस लगभग स्टैटिक रिस्पांस के बराबर होगी जो p 0 बाई k है तो यह 61 के बराबर होगा इसलिए हम इस संबंध का उपयोग करके मैक्सिमम रिस्पांस के अनुमानित मान की गणना कर सकते हैं